एक आयामी स्ट्रक्चरल सिस्टम में हमने अक्षीय मेंबरस को देखा l हमने ऐसे स्ट्रक्चरल सिस्टम को भी देखा जोकि अक्षीय मेंबरस से बनी है l यह सिर्फ एक रीकैप है अभी मेरे पास एक आयामी मेंबर है तो इसे एक रेखा आरेख के रूप में बनाना संभव है l वास्तव में मेंबर कुछ इस प्रकार से हो सकता है और मुझे केवल एक रेखा आरेख के रूप में बनाने की आवश्यकता है क्योंकि इसे एक आयामी मेंबर के रूप में माना जाता है l यह विभिन्न फोर्सेज और मोमेंट्स के अंतर्गत कुछ इस प्रकार से हो सकता है l हमने यह भी देखा कि जब हम इसको विशेष तरीके से सेक्शन करते हैं तो किस प्रकार के फोर्सेज का पता चलेगा l फिर से एक रीकैप के रूप में यदि मुझे किसी एक विशेष बिंदु पर सेक्शन करना है आइए मान लेते हैं यह किसी एक छोर से दूर है तब यहां एक फोर्स होगा जो मेंबर की अक्ष के अनुदिश होगा

इन फोर्सेज के मोमेंट की वजह से यहां एक मोमेंट भी होगा और यहां पर एक शियर भी होगा क्योंकि यहां पर ऊर्ध्वाधर में फोर्स लगे हुए हैं l इसे विशिष्ट बनाने के लिए आइए अब हम स्ट्रेट मेंबर्स के एक विशेष मामले को देखते हैं जहां पर केवल ऐसे फोर्स हैं जोकि मेंबर कि अक्ष से अनुप्रस्थ होते हैं l मेंबर की अक्ष क्या है यह मेंबर की अक्ष हैया तो फोर्स मेंबर्स से अनुप्रस्थ में लग सकते हैं या यहां पर एक मोमेंट लगा हुआ हो सकता हैl तो ये एकमात्र संभावनाएं हैं जो वहां हो सकती हैं उदाहरण के लिए l हमें उन फोर्सेज को लागू करने से बचना होगा जो अक्ष के लंबवत नहीं हैं l इस प्रकार के विशेष मेंबर में हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि यहां पर कोई अक्षीय फोर्स कार्य नहीं कर रहा है l तो यदि मैं किसी विशेष सेक्शन को कट करता हूं और अक्षीय फोर्स का पता लगाता हूं तो अक्षीय फोर्स 0 के बराबर होता है ऐसे मेंबर को बीम मेंबर कहा जाता है तो हम इस विशेष विशिष्टता को देखेंगे और पता लगाएंगे l जैसा कि हमने पहले किया है इन मेंबर्स में आंतरिक फोर्सेज का पता लगाएंगे l पिछले मामले की तरह हम इस मेंबर को खींचने के लिए एक रेखा आरेख का उपयोग कर सकते हैं जोकि एक स्ट्रेट मेंबर AB हैं l इसके लिए कितनी सपोर्ट्स की आवश्यकता है

मैं आंतरिक फोर्सेज का पता लगाना चाहता हूंl जहां मुझे एक विशेष बिंदु चुनना है जिस पर मैं विचार करता हूं इसलिए इस विशेष मामले में आइए मैं A को उस बिंदु के रूप में मानता हूं जहां से मैं आंतरिक फोर्सेज को देख सकता हूं l इसलिए मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को बाईं ओर से लेने जा रहा हूं l तो मेरे पास यहां क्या है हमारे पास एक बीम है जो से है और यदि मुझे आंतरिक फोर्सेज के परिणामी का पता लगाना है तो यहां पर दो प्रकार के परिणामी फोर्स जो हम प्राप्त कर सकते हैं एक शियर हैं और दूसरा मोमेंट हैं l आइए अब हम एक उदाहरण को देखते हैं आइए मान लेते हैं कि मैं x दूरी पर एक सेक्शन ले रहा हूं आइए मान लेते हैं कि इस विशेष क्षेत्र में और मैं इस विशेष बिंदु पर शियर और मोमेंट का पता लगाना चाहता हूं l मैं कैसे पता लगाऊंगा पुनः जब भी मुझे आंतरिक फोर्सेज का पता लगाने की आवश्यकता होती है तो मेरे को क्या करना चाहिए मेरे को इसे सेक्शन करने की आवश्यकता है l इसलिए यहां पर दो तरीके हैं जिनसे मैं सेक्शन कर सकता हूं एक इस तरह से है दूसरा उसका बायाँ भाग है आइए अब हम इसे X कहते हैं तो मेरे पास यहां पर एक मोमेंट होगा बाहरी फोर्स यहां कार्य कर रहे हैं l अब यह एक शियर फोर्स को उद्घाटित करेगा और यह एक मोमेंट को भी उद्घाटित करेगा l अब समान और विपरीत फोर्सेज को मुझे यहां खींचना है और मुझे क्या पता लगाने की आवश्यकता है यह V और M हैं l इसे बहुत स्पष्ट करने के लिए हम इसको और के रूप में लिखेंगे l क्या यह एक फ्री बॉडी है इसका उत्तर हां है l क्या यह एक फ्री बॉडी है इसका उत्तर हां है l यह एक बहुत आसान मामला है अगर मुझे इन फोर्स परिणामों का पता लगाने की आवश्यकता है एक इस तरह से है और दूसरा इस तरह से l मैं शियर फोर्स का पता कैसे लगाऊंगा यह बहुत आसान है मुझे केवल ऊर्ध्वाधर साम्यवस्था को लेना है l आइए मान लेते हैं कि मुझे अभी क्रियाओं का पता लगाना है और यह स्थाई सपोर्ट से और हैं l यदि मैं लेता हूं आइए मान लेते हैं कि स्टैटिक साम्यावस्था ऊपर की ओर पॉजिटिव 0 के बराबर है l तुरंत ही यह इस विशेष बॉडी के लिए मुझे देगा l इस मोमेंट को मैं कैसे प्राप्त करूंगा अब मैं या तो बिंदु B या बिंदु X को ले सकता हूं यदि हम बिंदु X लेते हैं मैं इस विशेष शियर फोर्स को दूर कर सकता हूं l इसलिए यदि मैं यह करता हूं तो आइए मान लेते हैं कि यह वामावर्त भाव पॉजिटिव है l यदि यह जीरो के बराबर है तो यह इंगित करेगा कि मेरे पास एक मोमेंट है जोकि दक्षिणावर्त सेंस का है जिसका मतलब है माइनस और मेरे पास हैं जो कि वामावर्त सेंस का है जिसका मतलब है कि प्लस l यह लंबाई यदि यह यहां से x की दूरी पर है यह लंबाई हैं l इसलिए यह है और इसलिए गुना के बराबर होता है क्योंकि यह जीरो के बराबर होता है हमें यह प्राप्त होता है l क्या यह स्पष्ट है अब ध्यान रखें की यह और यह बिल्कुल एक समान हैं एक ही है यह और यह एक ही है l अब क्या भ्रम है जो होगा कि मुझे कौन सी दिशा लेनी है ऊर्ध्वाधर रूप से इस तरह या इस तरह हम उस पर आएंगे जब हम आंतरिक फोर्सेज के लिए साइन कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे l क्या यह स्पष्ट है अब कृपया ध्यान रखें यदि मैं x लेता हूं यदि मैं इस दिशा में x चलता हूं तो यह x बदल जाएगा और इसलिए यह भी बदलेगा l के लिए जो एक्सप्रेशन है वह x से स्वतंत्र प्रतीत होता है जिसका मतलब है कि इस क्षेत्र में इस फोर्स से दूर यदि किसी बिंदु पर मैं शियर फोर्स लेता हूं तो यह के बराबर होता है l का पता लगाने का यह विशेष अभ्यास से लेकर तक हर जगह करना है l अब इस प्रकार के वेरिएशन को मैं कैसे प्रदर्शित करूंगा तो आइए मान लेते हैं कि यह समस्या है जिसको कि मुझे हल करना हैl आइए अब मैं बस उन बिंदुओं को निर्दिष्ट करता हूं जिन पर की फोर्स कार्य कर रहा है जैसे BA BC याद रखें यह ट्रस् के विपरीत एक सतत मेंबर है l एक फोर्स P यहां पर कार्य कर रहा है फोर्स 2P यहां पर कार्य कर रहा है जो एक दूसरे से की दूरी पर हैं l तो पहला काम क्या है मेरे को पता लगाने की आवश्यकता है कि क्या है और क्या है यह बहुत आसान है का पता लगाने के क्रम में मैं इस बिंदु के संदर्भ में मोमेंट लूंगा आइए हम मानसिक रूप से इसका पता लगाएं हमारे पास और हैं l इसलिए जोकि वामावर्त दिशा में हैं वह इन दो विशेष फोर्सेज के इन दो मोमेंट जोकि इसके कारण और के बराबर है l यह मुझे देगा जोकि 2 गुना 2 4 है 4 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 5 बाय 3 के बराबर है 5 बाय 3 P है l कुल योग 3 है मेरे पास 5 बाय 3 यहां है जिसका मतलब है कि यह 4 बाय 3 है इसलिए यह 4 बाय 3P है l Dy L P L3 2 P 2L3 तो आइए मैं बस इसे प्रतिस्थापित कर देता हूं और इसे लिखता हूं और यह हैl इसलिए अभीक्रियाएं का पता लगाने के बाद अब हम मेंबर पर आंतरिक फोर्सेज का का पता लगाना चाहते हैं आंतरिक फोर्स क्या है इस मेंबर के प्रत्येक बिंदु पर शियर और बेंडिंग मोमेंट l क्या वे एक समान हैं l क्या मेरे पास यह शियर फोर्स हर जगह पर बराबर लेने जा रहा हूं

कौन सा मोमेंट पॉजिटिव है यह वह संदेह हैं जो सामने आएंगे l आइए अब मैं इन विशेष संदेह का वर्णन करता हूं l मेरी दिशा क्या है यह मेरी x दिशा है यह y है वामावर्त इस प्रकार है l इसलिए यदि मैं एक मेंबर को बाईं ओर से बनाना शुरू कर रहा हूं यह से तक है और यदि मैं शियर को उद्घाटित करता हूं और यदि यह शियर ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर है तो मैं इसे पॉजिटिव कहूंगा l इसी प्रकार से इस विशेष सेक्शन के लिए मैं आपको एक समझ देने के लिए इसे थोड़ा बेहतर तरीके से चित्रित करता हूं मान लीजिए कि यह वह सेक्शन है जिसे मैंने बनाया है सेक्शन के फेस को पॉजिटिव x दिशा में लंबवत x के रूप में निर्देशित किया जाता है मैं इस विशेष फेस को चुनने जा रहा हूं l इसलिए सेक्शन का फेस पॉजिटिव x दिशा में संकेत दे रहा हैl इसके लिए ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर V पॉजिटिव है जैसा कि आप देख सकते हैं यह एक पॉजिटिव है l क्योंकि फेस का लंबवत पॉजिटिव x दिशा में निर्देशित है l इस विशेष मेंबर पर यदि मेरे पास एक वामावर्त मोमेंट M है तो वह भी पॉजिटिव सेंस में हैं l लेकिन यदि मेरे पास नेगेटिव दिशा में एक सेक्शन है तो मैं इसके ठीक विपरीत लेता हूं यह दिशा पॉजिटिव है और यह दक्षिणावर्त मोमेंट पॉजिटिव है l या दूसरे शब्दों में यदि यह ऊपर की ओर है तो यह नेगेटिव है यदि यह वामावर्त है तो यह उस फेस पर नेगेटिव है जिसकी दिशा नेगेटिव x दिशा है l सरल है तो यदि मैं इस साइन कन्वेंशन का पालन करता हूं तो कोई समस्या नहीं है मैं आसानी से पता लगा सकता हूं कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है l अगर मैं इसे वैसे ही छोड़ दूं तो यह एक भ्रम होगा इस विशेष मामले में यह फेस इस तरह एक पॉजिटिव x दिशा के रूप में है जिसका अर्थ है कि यह ऊपर की ओर शियर हैं यह एक पॉजिटिव शियर हैं यह एक पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट हैं यदि मुझे नेगेटिव मान मिलते हैं इसका मतलब है कि यह दूसरी ओर इशारा करता है l ऐसा करने के बाद अब शियर और बेंडिंग मोमेंट के वेरिएशन को चित्रित करना आसान हैं l तो आइए समस्या को देखें हमारे पास ऐसा है l अगर मैं इस तरह काटता हूं और इस विशेष अनुभाग को अलग करता हूं मुझे पता है कि मैं यहां या यहां या यहां या यहां या यहां या यहां या यहां सेक्शन लेता हूं यह केवल एक ही फोर्स कार्य कर रहा है और मुझे जो शियर फोर्स मिलेगा वह पूरे समय समान रहेगा l आइए अब हम यह पता लगाते हैं कि शियर फोर्स क्या होगा l हम जानते हैं कि इस विशेष सेक्शन के लिए x की दिशा के साथ पॉजिटिव है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर शियर पॉजिटिव है l मेरे पास यहां एक है जिसका मतलब है कि यह होना चाहिए l और इसलिए इस विशेष बिंदु पर मैं बस इसको रिप्रेजेंट कर दूंगा l अभी के लिए मैं ऊपर के हिस्से को नेगेटिव और नीचे के पार्टिशन को पॉजिटिव के रूप में लेने जा रहा हूं मैं अभी बस थोड़ी देर में बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं l इस विशेष बिंदु से शुरु करते हुए अगर मैं इसे इस तरह से करता हूं तो शियर फोर्स का मान है जब तक कि मैं इस विशेष बिंदु तक नहीं पहुंच जाता l आइए इसकी जांच करते हैं कि यहां क्या होगा l यदि में यहां कोई सेक्शन काटता हूं यहां ऊपर की ओर तथा P नीचे की ओर कार्य कर रहा है कुल फोर्स ऊपर की ओर कार्य कर रहा है l इसका मुकाबला करने के लिए शियर फोर्स को नीचे की ओर कार्य करना पड़ता है इसलिए यह अभी भी नेगेटिव है l जब मैं इस सेक्शन पर आता हूं तो शायद मैं इस सेक्शन के अन्य साइड को भी देख सकता हूंl अब यहां शियर की पॉजिटिव सेंस क्या है यह नेगेटिव x दिशा है और इसलिए नीचे की तरफ पॉजिटिव सेंस है l इसलिए क्या यह पॉजिटिव है उत्तर हां है V के बराबर होगा और इसलिए मुझे इसे नेगेटिव की तरह लेना होगा यह नेगेटिव है और यह पूरे समय पॉजिटिव है l इसलिए अब मैंने शियर फोर्स के उतार चढ़ाव को प्रदर्शित कर दिया है l मैं बस इनको जोड़ रहा हूं ये असंततता के बिंदु हैं क्योंकि फोर्स उन बिंदुओं पर कार्य कर रहे हैं तो यहां शियर फोर्स का मान से तक जाती है से तक जाती हैl यदि मैं थोड़ा सा दूर जाता हूं या और आगे शियर फोर्स 0 के बराबर है l यह सुनिश्चित करने के लिए यहां पर 0 को प्रदर्शित करते हैं यहां पर 0 मैं यहां पर थोड़ा सा इस तरह से विस्तार कर सकता हूं l तो यह A B C D है क्या यह स्पष्ट है देखें कि मैंने इसे इस तरह कैसे किया है

यह एक अच्छी जांच है जिसे आप विशेष रूप से ऐसी समस्या के लिए कर सकते हैं

और मैं ऐसा ही कुछ कर सकता हूंl मैं यहां काट सकता हूं फ्री बॉडी ले सकता हूं और कुछ भी चित्रित कर सकता हूं l क्योंकि यहां कोई फोर्स नहीं है तो एक चीज जो हमें पता लगती है वह यह है कि बेंडिंग मोमेंट के वेरिएशन लीनियर हैं क्योंकि केवल यह फोर्स इसमें सक्रिय होता है l इस विशेष समस्या में समझदारी की बात यह है कि आप दाएं हाथ की साइड वाले भाग को लेते हैं जो कि CD है l आइए अब हम इसको करते हैं और आप स्वयं देखेंगे कि इस बेंडिंग मोमेंट का आरेख बनाना आसान हो जाता है

यह विशेष बिंदु और यह विशेष बिंदु हिंज सपोर्ट हैं l स्वाभाविक रूप से मुझे बेंडिंग मोमेंट 0 प्राप्त होना चाहिए l यदि मैं x को L के बराबर प्रतिस्थापित करता हूं तो यह है शून्य के बराबर है l इस विशेष बिंदु पर मैं बेंडिंग मोमेंट कैसे प्राप्त करता हूं यह विशेष बिंदु C बाएं हाथ की तरफ से दूर है या दूसरे शब्दों में मेरे को बस स्थापित करना है l इसलिए गुना L माइनस के बराबर है और यह के बराबर है जोकि है l क्या यह पॉजिटिव सेंस है या नेगेटिव सेंस है आसान है यह वास्तव में पॉजिटिव सेंस है l और इसलिए यह मान है l क्या यह एक लीनियर समीकरण है इसका उत्तर हां है l यह x में रैखिक है और यही हम यहां पाते हैंl हम अनिवार्य रूप से इस बिंदु से इस बिंदु पर चले गए हैं अब इस बीच के जोन के बारे में क्या ख्याल है l क्या इसमें भी मोमेंट के वेरिएशन लीनियर होने जा रहे हैं आइए देखते हैं मान लेते हैं कि मैं यहां पर काटता हूं मुझे इसका मोमेंट और इसका मोमेंट लेना चाहिए इसका मोमेंट यह फोर्स गुना x है जोकि x में लिनियर है इसका मोमेंट P गुना x माइनस L बटा 3 है फिर से यह x में लीनियर है l और इसलिए मोमेंट बीच में भी x मैं लीनियर होगा या मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं यदि मुझे BC ज़ोन के अंदर बेंडिंग मोमेंट के बारे में पता लगाना है यहां पर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा यह स्वाभाविक रूप से ठीक वैसा ही होगा जैसा हमने भाग AB के लिए B पर पाया था इसी तरह भाग CD के लिए C पर जो भी मान है हमने पाया है कि C के दाईं ओर C के बाईं ओर जैसा होगा और यह स्वतः ही एक विचार देता है कि मुझे बस इन दो रेखाओं को जोड़ना है और इसलिए यदि आप ध्यान दें कि मुझे इस विशेष क्षेत्र के भीतर सीधे पता लगाने की आवश्यकता नहीं है और फिर भी हम बेंडिंग मोमेंट को चित्रित कर सकते हैं l इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का क्या उपयोग है यह मुझे बताता है कि यह विशेष की एक विशेष भार के तहत क्या कर रहा है l बस आपको एक विचार देने के लिए मैं यहां पर बस एक पैमाने का उपयोग कर रहा हूं l यह किनारों पर एक सिंपली सपोर्टेड है यहां पर एक बल और दूसरा फोर्स है 2P और P यहां पर कार्य कर रहे हैं l इसलिए स्वाभाविक रूप से यह इस तरह से सैग होना शुरू हो जाएगा l अब यह सैगिंग मोमेंट के कारण हैं जोकि बीम के ऊपर प्रकट होता है l अगर मैं इस फोर्स P को बढ़ाता रहा तो इस फोर्स P का मान यह मान यदि मैं बढ़ाता रहता हूं तो यह ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा मोमेंट हो जाएगा l यहां पर एक विशेष बिंदु होगा जिस पर यह टूट जाएगा l मान लेते हैं कि मुझे मालूम है की वह बैंडिंग मोमेंट क्या होगा जिस पर यह विशेष पैमाना टूट जाएगा मैं इससे यह आकलन कर सकता हूं की यह कहां होगा उदाहरण के लिए इस विशेष समस्या में मुझे पता है कि मुझे इस विशेष बिंदु के बारे में सावधान रहना होगा अगर मैं इसे मजबूत करता हूं तो शायद यह और अधिक भार ले सकता है इसलिए डिजाइन के नजरिए से ये सभी उपयोगी हैं